तो अंत में यदि आप अपने एम्बेडेड सिस्टम को चलाना चाहते हैं जिस सिस्टम को बनाने की आपकी योजना है जिसे अब आपको बनाना है या तो बैटरी या हार्वेस्टेड एनर्जी के साथ तो आपको बैटरी का आकार पता होना चाहिए अगर यह एक बैटरी ड्रिवेन सिस्टम है या आपको आउटपुट कैपेसिटर का आकार पता होना चाहिए अगर यह सुपर कैपेसिटर है तो सुपर कैपेसिटर का आकार क्या होना चाहिए जो आपको अंततः ऊर्जा को स्टोर करने के लिए उपयोग करना है इससे पहले कि आप ऐसा करते हैं आपको अपने सिस्टम की टोटल पावर कोन्सुम्प्शन का ठीक से बजट बनाना चाहिए सिस्टम माइक्रोकंट्रोलर स्लीपिंग कंडीशन मे कितनी पावर ले रहा है एक्टिव होने पर कितनी ले रहा है कितनी देर तक एक्टिव कंडीशन में रहना है और इसी तरह आगे भी ठीक है इसलिए आपको यह समझना चाहिए और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के प्रकार के संबंध में कुछ भी तय करने से पहले आप जल्दी से कैलकुलेशन करने मे समर्थ होने चाहिए आइए हम एक उदाहरण के रूप में बैटरी लेते हैं जो सबसे आसान है ठीक है हम सभी एक उदाहरण के रूप में एक बैटरी से कनेक्ट करने में सक्षम हैं पहले कुछ वास्तविक हाई स्कूल स्टफ पर जाएं जो शायद आप में से अधिकांश को कभी कभी पता भी नहीं चल सकता है कि कुछ चीजें हैं जो मैं संदर्भ समय 0144 संयुक्त करती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप इसके बारे में बहुत स्पष्ट हैं 250 मिलिएम्पेयर ऑवर milliampere hour की बैटरी के केस को लें तो आपके पास सवाल में 250 मिलिएम्पेयर ऑवर की बैटरी है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि यदि आप बैटरी से 250 मिलिएम्पेयर लेते हैं तो यह 1 घंटे के लिए चलनी चाहिए आप यही सोचते होंगे यदि आप बैटरी से 250 मिलिएम्पेयर लेते हैं तो यह एक घंटे तक चलना चाहिए जवाब है नहीं यह गलत है यह गलत है यह कभी ऐसे काम नहीं करता है यह निश्चित रूप से एक घंटे से कम चलती है और इसलिए बैटरी पर कोई कैपेसिटी अंकित है इस तथ्य पर मत जाओ पहली बात यह एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है यह वह है जिसे आप नोमिनल कैपेसिटी के रूप में जानते हैं इसलिए जो निर्माता बताएगा वह आपको बैटरी पर वास्तव में नोमिनल कैपेसिटी अंकित करके बताएगा एक्चुअल कैपेसिटी की गणना नोमिनल कैपेसिटी से की जानी चाहिए और यही वह जगह है जहाँ बैटरी की कैपेसिटी सामने आती है यह एक हिस्सा है इसलिए यदि आप एक बैटरी देखते हैं और आप देखते हैं कि 200 मिलिएम्पेयर घंटे की बैटरी है तो पहली बात यह है कि इसे इस तथ्य से मत देखो कि यह एक्चुअल कैपेसिटी है इसे इस तरह से देखें जैसे कि यह वास्तव में निर्माता द्वारा अंकित नोमिनल कैपेसिटी है दूसरी बात इसलिए दो चीजें हैं जो मैंने कहा कि यह एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा यह है कभी भी यह मत मानो कि अगर यह 250 मिलिएम्पेयर घंटे की बैटरी है तो यह एक घंटे चलेगी इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और कौन से दो पॉइंट्स हैं यह दो पॉइंट्स है पॉइंट् नंबर एक यहां है और प्वाइंट नंबर दो यहां है ये दो अलग चीजें हैं लेकिन ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं इससे पहले कि आपको वास्तव में पता चले कि बैटरी का आकार क्या है जिसे आप अपने एप्लीकेशन के लिए उपयोग करना चाहते हैं वास्तव में इसका यही मतलब है तो इसका क्या मतलब है यह संख्या केवल निर्माता द्वारा मज़ाक के लिए दी गई संख्या नहीं हो सकती है इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास 250 मिलिएम्पेयर घंटे की बैटरी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप 2 मिलिएम्पेयर कंटीन्यूअस करंट लेते हैं या मैं एवरेज करंट कहूँगी तो मैं थोड़ा अधिक सावधान हो जाऊंगी यदि आप 2 मिलिएम्पेयर एवरेज करंट बैटरी से लेते हैं तो बैटरी 125 घंटे तक चलेगी यह एक तरह से सही है निश्चित रूप से सावधान रहें कि यदि आप दूसरे पॉइंट् को लागू करते हैं हम कहते हैं कि पहला पॉइंट् इस तथ्य के संबंध में है कि आप सिर्फ नोमिनल कैपेसिटी को देख रहे हैं और फिर आप इस पार्ट में आ रहे हैं यदि आप अन्य पार्ट लागू करते हैं तो जाहिर है यह और भी कम होगा ठीक क्योंकि हमने अभी तक एक्चुअल कैपेसिटी के आधार पर इस गणना को करने के लिए बैटरी कैपेसिटी को नहीं जोड़ा है इसलिए आप देखते हैं आप केवल एक बैटरी खरीदने से दूर हैं और उस बैटरी को अपने लोड सिस्टम में डाल रहे हैं आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए यह पहला पॉइंट् है जिसे आपको ध्यान में रखना है एक और महत्वपूर्ण पॉइंट् है अधिकांश IoT डिवाइस वायरलेस इंटरफेस का उपयोग करते हैं मैंने आपको इन उपकरणों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के इंटरफेस के बारे में उल्लेख किया है आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस टेक्नोलॉजीज के लिए है आपके पास ज़िगबी है जिसे आई ट्रिपल ई 802 डॉट 15 डॉट 4 IEEE 802154 मैक और फाई MAC Phy भी कहा जाता है वास्तव में यह मैक लेयर और फिजिकल लेयर का यूज़ करता है मैक लेयर और फिजिकल लेयर आई ट्रिपल ई द्वारा परिभाषित स्टैण्डर्ड का उपयोग करता है इसे 154 भी कहा जाता है फिर आपके पास एक अन्य तकनीक है जैसे कि वाई फाई ठीक है फिर आपके पास BLE ब्लूटूथ लौ एनर्जी और इसी तरह और भी हो सकता है आपके पास कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं ये सभी ज्यादातर एक्सेस पर्सपेक्टिव से हैं लेकिन यदि आप वाइड एरिया लो पावर को देख रहे हैं तो हमने वाइड एरिया लो पावर के बारे में बात की जिसमें लोरा लोरा वैन प्रोटोकॉल Lpwan है क्योंकि ये वाइड एरिया लो पावर नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं जो एक तकनीक हैं जिसमें आपके पास लोरा है आपके पास सिगफॉक्स है आपके पास एनबी आईओटी है ठीक है आपके पास एलटीई एम पी भी है हमने इस बात का उल्लेख किया है लेकिन मैं सिर्फ यह दोहराना चाहूंगी कि एक्सेस डिवाइस से परे एलपी वैन की ये सभी संभावनाएं हैं लेकिन ज्यादातर गेटवे ये सभी गेटवे के लिए हैं ठीक है मैं यह सब क्यों कह रही हूं मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको विचार करना पड़ सकता है कि आप इन गेटवे डिवाइसों को कैसे चलाना चाहते हैं और आप कैसे इन छोटे एक्सेस डिवाइसों को ड्राइव करने का प्रस्ताव देते हैं जिनमें सेंसर होते हैं इसलिए गेटवे उपकरणों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है मुझे नहीं लगता कि आप छोटी कॉइन सेल बैटरी और इतने पर ड्राइव कर पाएंगे यह काम करने वाला नहीं है आपको या तो बहुत बड़ी बैटरी की आवश्यकता होगी या आपको इसे ग्रिड सप्लाई से जोड़ने की आवश्यकता है तो ये दो चीजें हैं तो यह सब एनर्जी मेज़रमेंट है और इन सभी चर्चाओं को जो आपको करना है हालांकि यह बहुत सामान्य है मैं कहूँगी कि आपकी आवश्यकता जिसका मैंने शुरुआत में सही उल्लेख किया था कोई भी डिज़ाइन जो आप करते हैं कोई भी प्रणाली जिसे आप IoT डिवाइस पर डालने का काम करते हैं जो कि सेंसिंग मॉनिटरिंग एक्चुएशन sensing monitoring actuation के लिए जो भी हो 10 साल तक रहना होगा अगर आप अपने सिस्टम को 10 साल के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं मुझे नहीं लगता कि यह IoT एप्लिकेशन के लिए भी प्रयास करने लायक है हालाँकि गेटवे गेटवे जाहिर है आपको बहुत सावधान रहना होगा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह लंबे समय तक रहना होगा और साथ ही साथ लंबे समय तक जीना होगा और यह एक पावर गुज़जलिंग पार्ट नहीं होना चाहिए चीजों को स्टैंडर्डाइज़्ड करने वाली कुछ अच्छी चीजें हैं जो भी IoT डिवाइस है जिसे आप सेंसिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं हम कहते हैं कि स्लीप कर्रेंटस कुछ माइक्रोएम्पर्स की हैं मैं कहती हूं कि स्लीप कर्रेंटस 1 से 4 माइक्रोएम्पर्स हैं ऐसा लगता है कि यह LPWAN सिस्टम के लिए भी सही है विशेष रूप से एनबी आईओ टी और एलटीई एम वास्तव में प्रस्ताव करते हैं कि यदि आप ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं तो वे कंज्यूम कर रहे हैं गेटवे कम्युनिकेशन लिंक पार्ट के कुछ का उपभोग करेंगे कम से कम हम कर्रेंटस का एक से चार माइक्रोएम्पर्स कंज्यूम करेंगे जो बहुत ही आकर्षक है और हम वास्तव में आपको बताएंगे कि जब बैटरी के साथ गेटवे चलाना पॉसिबल है तो क्यों नहीं चलाना चाहिए लेकिन यह देखते हुए कि गेटवे सिस्टम में संभवतः कई वायरलेस इंटरफेस होते हैं जो कई सेंसर से डेटा प्राप्त करने के लिए होते है जो फील्ड में रखे जाते हैं या कई सेंसर जिनमें से यह डेटा को एकत्र कर रहा है और फिर वायरलेस आउटगोइंग लिंक अनिवार्य रूप से वाइड एरिया आउटगोइंग लिंक का उपयोग कर रहा है जो अनिवार्य रूप से हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह है अगर इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो हम एक से चार माइक्रोएम्पियर कंज्यूम करेंगे स्पष्ट रूप से इसका मतलब है कि गेटवे डिवाइसों को या तो बहुत बड़ी बैटरी पर काम करना पड़ता है या यह ग्रिड पावर होना चाहिए तो यह वास्तविक टेकअवे है अब यह एक पार्ट है अब हम क्या करेंगे मैं एक पिक्चर बनाउंगी और फिर मैं पिक्चर को समझाने की कोशिश करुँगी और मैं आपको एक मेज़रमेंट भी दिखाउंगी जो मैंने लैब में किया था सबसे पहले हम एक चित्र को समझते हैं मैं y अक्ष खीचूँगी और मैं x अक्ष खीचूँगी एक्स अक्ष समय है y अक्ष डिवाइस की इंस्टैंटनेयस करंट कोन्सुम्प्शन है यह डिवाइस की करंट कोन्सुम्प्शन है मैं कुछ इस तरह से ड्रा करुँगी इस तरह से आदर्श और मैं यह करुँगी और मैं यह करुँगी जाहिर है मुझे इसे पूर्ण करने के लिए थोड़ा और एक्सटेंड करने की आवश्यकता है और टाइम वापिस लगाते है अब कहते हैं यह 1 से 4 माइक्रोएम्पर्स हैं क्योंकि यह वास्तव में उस तरह के हार्डवेयर पर निर्भर करेगा जिसे आप वास्तव में डिजाइन कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमें इसे और बड़ा बनाना होगा और हम कहते हैं कि यह संख्या के रूप में 18 से 20 मिलिएम्पेयर है यदि आप इसे 1 पर फिक्स करना चाहते हैं तो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं इसलिए यदि आप इसे 4 पर फिक्स करना चाहते हैं तो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं तो इसी तरह यहाँ मैं सिर्फ इस रेंज को रखती हूँ क्योंकि आपका हार्डवेयर अनिवार्य रूप से इस रेंज में कहीं हो सकता है अब ऐसा है यह समय है तो यह कुछ मिलीसेकंड है कुछ दस मिलीसेकंड यह मिलीसेकंड है कृपया ध्यान दें यदि यह मिलीसेकंड है तो आपके लिए यह कहना आसान है कि यह सेकंड में है यह सेकंड है और यह एक बार फिर जाहिर है यह मिलीसेकंड में है इस चित्र में बैटरी के दृष्टिकोंण से एक बात अच्छी है वह एक बात यह है कि यह वह समय है जिस पर बैटरी को पुनर्प्राप्त करने का मौका है बैटरी की कैपेसिटी को पुनर्प्राप्त करने का मौका है इसके पास कैपेसिटी को पुनर्प्राप्त करने का एक मौका है जिसे उसने इस अवधि के दौरान खो दिया है जिसे उसने खो दिया है मैं कहूँगी कि ये ऐसी अवधि हैं जहां यह खो गया है ये ऐसी अवधि हैं जिस पर इसे खो दिया है यह क्षमता को पुनर्प्राप्त करने का मौका है देखें कि यह एक अच्छी बात है याद रखें कि मैंने आपको बैटरी की कैपेसिटी के सम्बन्ध में दो टर्म्स बताई थी एक मैंने कही थी मैन्युफैक्चरर द्वारा अंकित नॉमिनल कैपेसिटी और एक एक्चुअल कैपेसिटी जो एसेंशियल टर्म है जिसे आपको बैटरी की कैपेसिटी के कारण विचार करना होगा बैटरी कैपेसिटी एक इशू है इसलिए आपको इस पर विचार करना होगा और बैटरी निर्माता आपको एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी देंगे जो कि कोई समस्या नहीं है इसलिए अनिवार्य रूप से अगर आप कहें कि यदि आप पूछते हैं कि यह क्या है तो मूल रूप से यह बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी का उसकी नॉमिनल कैपेसिटी के साथ अनुपात है यह बैटरी क्षमता के अलावा और कुछ नहीं है बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी का उसकी नॉमिनल कैपेसिटी के साथ अनुपात है तो यह इसकी परिभाषा है इसलिए मैंने इसे सरल तरीके से परिभाषित किया देखें यदि आप नहीं चाहते हैं कि इस बैटरी में हाई करंट डिस्चार्ज पीरियड्स हो आप हाई करंट डिस्चार्ज हाई करंट डिस्चार्ज पीरियड्स का स्पाईकी नेचर नहीं चाहते हैं क्योंकि बैटरी काफी तेजी से डिस्चार्ज हो रही है जब वह इस तरह के उच्च प्रवाह की सोर्सिंग कर रही है यदि आप हाई डिस्चार्ज से बचना चाहते हैं और फिर भी लोड को आवश्यक करंट वितरित करते हैं तो आप क्या सोच सकते हैं आप बैटरी के आउटपुट पर कैपेसिटर लगाने के बारे में सोच सकते हैं और इस स्लीप पीरियड् के दौरान आप इस कैपेसिटर को चार्ज करते रहते हैं आप इस अवधि में कैपेसिटर को चार्ज करते हैं इस अवधि में कैप चार्ज करते हैं इस अवधि में आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और जब यह चालू हो जाता है तो वास्तव में कैपेसिटर आपको आवश्यक ऊर्जा देता है सीधे बैटरी से न लेकर यह आपको आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है लोड को पावर डेलीवेर करता है तो यह एक बफर की तरह है यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि बैटरी लाइफ इम्प्रूव हुई है क्योंकि आप डीप नहीं बल्कि हाई डिस्चार्ज में हैं डीप नहीं मैं हाई डिस्चार्ज पीरियड्स कहूँगी यह एक और बात है यह कहानी का एक हिस्सा है अच्छी तरह से किया हम सब कुछ समझते हैं लेकिन यह मत भूलो कि और भी कुछ है जिसे सेल्फ डिस्चार्ज कहा जाता है बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज अब आपको यह भी युद्ध करना है यदि आप कहते हैं कि 10 साल का लाइफटाइम तब तक है जब तक कि बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज बेहद कम नहीं है तो आपको इस 10 साल के जीवनकाल की आवश्यकता नहीं हो सकती है यह उस तरह से काम करने वाला नहीं है तो इंटरनल लीकेज कुछ ऐसा है जिसे आपको अवॉयड करना है इंटरनल लीकेज होता ही है क्यूंकि इसे अवॉयड नहीं किया जा सकता है तो आपको एक ऐसी बैटरी खरीदनी होगी जिसमें कम से कम इंटरनल लीकेज हो जो बहुत कम हो बहुत कम इसलिए कृपया अपनी बैटरी खरीदते समय सभी विशिष्टताओं को देखें जब आप अपनी बैटरी का चयन करते हैं यह नहीं याद रखें IoT के लिए डिजाइन बहुत कुछ है इसका वास्तव में मतलब है कि मैंने शुरुआत में ही उल्लेख किया है डिजाइन का मतलब विकल्प है आपके सामने इतने सारे हैं सही को चुनना होगा ये सभी पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको उठाना है आपको ध्यान रखना है तो आप वास्तव में जानते हैं कि आप कौन सी खरीदना चाह रहे हैं अगर आप लेते हैं तो कौन सी बैटरी खरीदनी है तो मूल रूप से क्या होगा मैन्युफैक्चरर आपको प्रति माह सेल्फ डिस्चार्ज बताएगा आपको कौन बताएगा यह मैन्युफैक्चरर से आएगा ठीक है अगर आपके पास 300 मिली घंटे की बैटरी है संदर्भ समय 2022 मुझे उदाहरण पसंद हैं यदि आपके पास एक मिलिम्पियर घंटे की बैटरी है यह बैटरी है यदि आपके पास 300 मिलिम्पियर घंटे की बैटरी है जिसमें सेल्फ डिस्चार्ज होता है जो लगभग 05 प्रतिशत है इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि हर महीने इसकी 15 मिलिम्पियर प्रति घंटा की क्षमता घट रही है हर महीने 15 मिलिम्पियर घंटे की एनर्जी कम हो रही है बैटरी शेल्फ लाइफ को मूल रूप से लांगेस्ट टाइम के रूप में परिभाषित किया गया है अब आप बैटरी शेल्फ लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं बैटरी शेल्फ लाइफ आप लांगेस्ट टाइम के रूप में इस बारे में बात कर सकते हैं यह कुछ और नहीं बल्कि सबसे लंबा समय है एक बैटरी को सबसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है बैटरी को अपनी कैपेसिटी से नीचे गिरने से पहले स्टोर किया जा सकता है यह कितना नीचे है 80 प्रतिशत अपने नॉमिनल वैल्यू या कैपेसिटी के 80 प्रतिशत से नीचे मुद्दा यह है दूसरे शब्दों में यह इस बारे में है कि जब भी यह नीचे जाता है अपनी नॉमिनल कैपेसिटी के के 80 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो आप कहेंगे कि यह बैटरी शेल्फ लाइफ है तो वह दूसरी बात है तो इस तस्वीर को ध्यान में रखें और आओ हम कुछ और चीज़ें रखते हैं हम कहते हैं मैं इस केस में एक टेबल बनाऊंगी और हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हम इस छोटी टेबल की कहानी कैसे बना सकते हैं इसलिए इसके लिए मैं क्या करुँगी मैं इस टेबल को फिर से बनाऊंगी और फिर हम कहानी का पुनर्निर्माण करेंगे तो मैं इसे अगली शीट में दूसरी शीट में बना देती हूं फिर से मैं यह पिक्चर बनाऊंगी ठीक है यह 1 से 4 माइक्रोएम्पईयर है यह 18 से 20 मिलीएम्पईयर है यह सैकड़ों सेकंड में है और यह स्पष्ट रूप से मिलीसेकंड में है यदि आप वास्तव में इसे ध्यान से बनाना चाहते हैं तो आप वास्तव में इस तरह भी सही कर सकते हैं इसे बहुत नैरो बनाएं इसे बड़ी सफाई से बनाते हैं बहुत छोटा अब यह कुछ अनुकूल है यह सब मिलीसेकंड में है और यह भी मिलीसेकंड में है ठीक है यह भी मिलीसेकंड में है और यह सेकंड में सैकड़ों सेकंड में है यह समय है यह इंस्टैंटनेयस करंट है तो आइए देखें कि पहला कदम क्या है आइए हम कई सिस्टम डालते हैं कई चीजें जो सिर्फ इस तस्वीर को देखकर होती हैं क्या हो रहा है एक उपकरण लें यह वास्तव में सही ढंग से चित्रित नहीं है तो मैं क्या करुँगी आपको इस तरह दिखाना चाहिए केवल तब यह 0 है यह 1 से 4 माइक्रो एम्प्स है फिर यह एक दिखाया जा सकता है यह अभी भी पैमाने पर सही नहीं है लेकिन कम से कम मुझे आशा है कि यह आपको महसूस कराएगा कि आप इस मामले में 0 के बहुत करीब हैं शुरू करने के लिए हमें कहते हैं कि डिवाइस स्लीप मोड में है डिवाइस स्लीप मोड में है तो यह वह अवधि है ठीक है तब डिवाइस एक्टिव मोड में बदल जाता है तो डिवाइस एक्टिव मोड में है ठीक है यह एक्टिव मोड में जाता है यह एक्टिव मोड होने पर क्या करता है यह एक पैरामीटर सेंस कर सकता है यह कैसे एक पैरामीटर सेंस कर सकता है या तो यह GPIO पर कनेक्ट हो सकता है या यह ADC पर कनेक्ट हो सकता है सेंसर इस बात पर निर्भर करता है कि यह एनालॉग सेंसर है या डिजिटल सेंसर है ये दो सेंसर हैं ठीक है यह प्राप्त कर रहा है और यदि यह तैयार है तो यह एक सेंसर पैरामीटर भी करने की कोशिश कर रहा है और फिर यह कम्यूनिकेट करने की भी कोशिश कर रहा है यह इस कम्युनिकेशन को कैसे करता है इसे मीडियम के लिए जांचना होगा देखें कि नेटवर्क में अन्य नोड्स हैं या नहीं इसलिए उनमें से हर एक कम्यूनिकेट करने की कोशिश कर रहा है यह एक स्टार है यह एक स्टार टोपोलॉजी है यह नोड है जो एग्रीगेटर है यह एक गेटवे हो सकता है यह अधिक शक्तिशाली है और ये IoT डिवाइस या नोड हैं जो वहां से बाहर हैं तो उनमें से एक यहाँ है और कुछ एन तक वे सभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसलिए यदि यह चित्र जो आप यहाँ देखते हैं इस नोड पर लागू होता है तो यह सेंस करता है और उसे इस गेटवे पर कम्युनिकेशन करना पड़ता है लेकिन यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई अन्य नोड वास्तव में ट्रांसमिशन नहीं कर रही है इस प्रकार चैनल एक्सेस करने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि चैनल फ्री है इसलिए यह देखना होगा कि सिस्टम फ्री है या नहीं अगर सिस्टम फ्री है तो फिर यह ट्रांसमिशन करता है अगर मीडियम फ्री नहीं है फ्री है फ्री नहीं है अगर यह फ्री नहीं है तो इसे बैकऑफ़ करना होगा दूसरे शब्दों में यह स्लीप मोड में जाता है और वापिस आकर फिर सेंस करता है अगर यह फ्री है तो यह एनर्जी के छोटे से भाग को कंज़्यूम करने जा रहा है यह सेंस करता है और फिर पता चलता है कि यदि मीडियम फ्री नहीं है तो स्लीप मोड में जाता है वापस आता है और पुन प्रयास करता है यह कितनी बार पुन प्रयास करने जा रहा है कि मीडियम फ्री है इसके प्रयासों को आप फिक्स सकते हैं मैं इसे कोशिश नहीं कहूँगी यह जांचने का प्रयास है जिसे फिक्स किया जा सकता है तो अनिवार्य रूप से यह जांच करेगा कि मीडियम कितनी बार फ्री है और उसके बाद यह पैकेट को ड्राप कर सकता है सेंस्ड वैल्यू को ड्राप कर सकता है डेटा को ड्रॉप कर सकता है यदि कुछ n प्रयासों के बाद असफल हो तो n को 1 2 या 3 के साथ फिक्स किया जा सकता है तो आप वास्तव में गणना कर सकते हैं कि यह कितना समय लेता है और इसलिए वहां से आप उस एनर्जी की गणना कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता है लेकिन अगर यह फ्री है तो यह क्विक कम्युनिकेशन कर सकता है और यह कब तक करने वाला है अगर यह फ्री है और यह कम्युनिकेशन करने में सक्षम है तो यह शायद 4 से 10 मिलीसेकंड से अधिक नहीं हो सकता है तो आप वास्तव में इस एक्टिव को पैरामीटर सेंसिंग में विभाजित कर सकते हैं तो आप इसमें सेंस और कम्युनिकेशन डाल सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक्टिव आपके डिवाइस के चालू होने के बराबर है मूल रूप से मैं कहूँगी डिवाइस ऑन होगी प्लस सेंस करेगी प्लस मीडियम चेक मीडिया एक्सेस होगी मैं कहूँगी कि मीडिया एनर्जी एक्सेस करेगी तब अनिवार्य रूप से जिग्बे पैरलेंस में इसे CCA क्लियर चैनल असेसमेंट भी कहा जाता है इसे मीडिया एक्सेस भी कहा जाता है जहां यह जाँच करता है कि अगर मीडियम फ्री है तो डिवाइस ट्रांसमिशन करता है ठीक है और फिर उसे इस दिशा में वापस ैक की प्रतीक्षा करनी होगी यह ैक है ठीक है ैक्नोलेजमेंट और आखिरकार यह सब हो जाने के बाद उसे वापस स्लीप मोड मे जाना पड़ता है तो आप देखते हैं कि आपने स्लीप मोड के साथ शुरुआत की आप एक्टिव मोड में चले गए आपने एक्टिव मोड में कई चीजें की यह कई चीजें हैं और फिर आप स्लीप मोड में वापस चले गए और पूरी बात फिर से शुरू हुई आइए हम कुछ संख्याएँ डालते हैं जिससे आप जुड़ पाएंगे ठीक है इसलिए मैं डिवाइस के स्लीप मोड के लिए करुँगी हम कहते हैं यह एक घंटे के लिए स्लीप मोड में है तो यह 3600 सेकंड है हम कहते हैं कि एक घंटे और मैं कहती हूँ कि एवरेज करंट कंजम्पशन 1 और 4 के बीच कहीं भी है इसलिए मैं निचले हिस्से के 1 माइक्रोएम्पायर को लूँगी मैं हमेशा चाहती हूं कि एवरेज करंट कंजम्पशन कम हो और वह लक्ष्य है वैसे भी एवरेज करंट एक माइक्रोएम्पियर है और इसलिए ऊर्जा मिलीएम्पियर घंटे में है देखो मैं सब कुछ एम्पीयर घंटे में ले रही हूँ क्योंकि बैटरी एम्पीयर घंटे के रूप में उपलब्ध हैं तो मेरे पास 1 × 10−3 है बहुत अच्छे तो यह एक कॉलम है और डिवाइस स्लीप मोड मे है यह एक एक्टिविटी है इसी तरह आप एक्टिव रख सकते हैं आप सेंस रख सकते हो आप मीडिया एक्सेस रख सकते हो जिसको CCA क्लियर चैनल असेसमेंट के रूप में भी जाना जाता है आप Tx ऑफ़ पैकेट डेटा पैकेट रखते हैं फिर आप Rx ऑफ़ ack भी रखते हैं फिर आप वापस स्लीप मोड में जाते हैं तो आपको यह सब भरना होगा तो हम यह करते हैं एक्टिव सेंस मीडियम एक्सेस ट्रांसमिट रिसीव आदि यहाँ कुछ संख्याएँ डालना शुरू करें यह 10 मिलीसेकंड के लिए चालू एक्टिव मोड है लेकिन जब यह ऑन है तो कुछ भी नहीं कर रहा है तो आप अधिक कंज़्यूम नहीं कर सकते हैं यह केवल एक बहुत छोटी संख्या है ठीक है 139 × 10−7 लेकिन अगर आप सेंस करते हैं यह सरल नहीं होने वाला है आप शायद 1 मिलीसेकंड के लिए सेंस करेंगे और आप निश्चित रूप से कुछ करंट को कंज़्यूम करेंगे ठीक है वह आसान है 5 मिलिम्पियर मीडियम एक्सेस यह बहुत छोटी अवधि के लिए है मैं सिर्फ 18 से 20 तक के नंबर्स ले रही हूँ इसलिए मैं 20 लूंगी यह कोशिश करने जा रहा है तो यह कोशिश करने जा रहा है इसका मतलब है कि यह रेडियो चालू कर देगा और जिस पल रेडियो चालू होगा वह पर्याप्त मात्रा में करंट का उपभोग करना शुरू कर देगा तब ट्रांसमिशन बहुत कम है यह एक मिलीसेकंड भी नहीं है तो हमें आधा मिलीसेकंड कहना चाहिए इसलिए मैं 500 या लगभग 500 माइक्रोसेकंड कहूँगी और यह भी ऐसा ही है यह 3 × 10−6 मिलीएम्पियर घंटा है फिर इसे कुछ समय के लिए ैक के लिए इंतजार करना होगा और हम कहेंगे यह भी उतने ही समय के लिए इंतजार करता है और आप वास्तव में एक ही समय रख सकते हैं हम बस इसे बहुत सरल बनाने के लिए ऐसा करते हैं और मैं उसी को वापस रखूंगी जो दिखाई देता है बेशक यह स्लीप मोड में वापस चला जाता है और इसलिए अब आपको इस एक घटना के लिए कुल ऊर्जा की आवश्यकता है जो आपने पाया है कि यह 1 × 10−3 कुछ इस तरह से है एम्पीयर आवर मिलिम्पियर घंटा यहाँ क्या दिलचस्प है यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह 1 × 10−3 मिलिम्पियर घंटा है जो आप देखते हैं कि इसका उपयोग स्लीप मोड में किया जाता है आप यह देखते हैं यह एक और यह एक बस इस पर गौर करें तो वास्तव में कुछ बहुत ही असाधारण काफी खुलासा करने वाली बात है अंततः इस तथ्य के लिए अग्रसर है कि स्लीप मोड में डिवाइस उन सभी की तुलना में जो अन्य गतिविधियों के संबंध में हो रहा है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है समय और फिर से समय और फिर से मैंने पाया कि यह क्या है IoT दुनिया में यह एक वास्तविकता है तो यह एक हिस्सा है यह कहानी का एक हिस्सा है जिसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है मैं कहूँगी कि यह कहानी का पहला भाग हमें दूसरा भाग रखने दें क्योंकि हम इसके बाद भी कई चीजों को परिभाषित करते हैं दूसरा भाग बैटरी दक्षता है फिर से हमें वापस जाना है और बैटरी की दक्षता का पता लगाना है हमने उस सब में बैटरी की दक्षता की भी परिभाषा दी यदि आप 60 प्रतिशत दक्षता के साथ 300 मिलिम्पियर घंटे की बैटरी लेते हैं तो इसका मतलब है कि यह वास्तव में 180 मिलिम्पियर घंटे की बैटरी है ठीक है तो यह वास्तविक क्षमता के अलावा कुछ भी नहीं है इस बजट के साथ इसका उपयोग करें जो आपको मिला है 300 मिलिम्पियर घंटे का उपयोग न करें इस नंबर का उपयोग करें यह अभी भी दूसरा चरण है कोई दूसरा चरण नहीं है महत्वपूर्ण तीसरे चरण को मत भूलना और वह क्या है सेल्फ डिस्चार्ज हम पहले से ही उसके बारे में बात कर चुके हैं विशेष रूप से जब आप इस लौ ड्यूटी साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा सेल्फ डिस्चार्ज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक और उदाहरण लें यदि आपके पास 1 प्रतिशत प्रति माह सेल्फ डिस्चार्ज के साथ 500 मिलिम्पियर घंटे की बैटरी है यह बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज है और यदि आप इस टेबल को बैटरी पर लागू करते हैं तो मैं इसे 500 मिलिम्पियर घंटे की बैटरी पर लागू कर रही हूं मैं इसे उस पर लागू कर रही हूं एक महीने के बाद क्या होगा एक महीने के बाद एक्टिव मोड और स्लीप मोड के दौरान डिवाइस द्वारा उपयोग की जाने वाली कुल क्षमता है कुल क्षमता एक्टिव मोड के लिए होगी 0009 मिलिम्पियर घंटे लेकिन स्लीप मोड के लिए यह 072 मिलिम्पियर घंटे है मुझे आशा है कि आप भ्रमित नहीं हो रहे हैं मैंने इस संख्याओं का उपयोग किया है मैंने इस टेबल का उपयोग किया है और मुझे यह टेबल इस छोटे ग्राफ से मिली है जिसे मैंने बनाया है इसलिए मैं इसे इससे जोड़ रहा हूं और इसे इससे मैंने कहा कि मैं 500 मिलिम्पियर घंटे की बैटरी का उपयोग कर रही हूं और हमने इस बैटरी के रिसाव की धारणा बना ली है और मैं 1 प्रतिशत की इस धारणा का उपयोग सेल्फ डिस्चार्ज के रूप में करती हूं और आपको सिर्फ विविधता देने के लिए मैंने 300 मिलिम्पियर घंटे की बैटरी दक्षता ली है और मैंने कहा 60 प्रतिशत और मैंने आपको यह संख्या दी है और इस टेबल के लिए जिसे मैंने बनाया है मैंने 500 मिलिम्पियर घंटे का उदाहरण लिया है तो यह आपको कई चीजों से जोड़ने का काम करेगा जो हम वास्तव में इस प्रक्रिया में कर रहे हैं ठीक कुल क्षमता अच्छी है एक्टिव मोड हो गया है स्लीप मोड हो गया है सब ठीक है सेल्फ डिस्चार्ज के बारे में क्या है अब सबसे कठिन हिस्सा है आपको सेल्फ डिस्चार्ज काउंट करना है और मैं आपको 5 मिलिम्पियर घंटे एक नंबर देती हूँ तो आप देखते हैं कि बैटरी लाइफ पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव न तो स्लीप मोड की वजह से है और न ही एक्टिव मोड के कारण स्लीप मोड की क्षमता है लेकिन वास्तव में तथ्य यह है कि सेल्फ डिस्चार्ज वह है जो एक स्थिर और निरंतर तरीके से हो रहा है है और वास्तव में आपको डरानेवाला है क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं यह आपके लिए सवाल होगा तो एक बात जो मेरे साथ होती है आप शायद यह कह सकते हैं कि बैटरी लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए तो बैटरी लाइफ का कोई और तरीका है कि आप कैसे सुधार करते हैं इन सभी चित्रों को देखते हुए आप इसे कैसे सुधारेंगे सुधार के लिए एक तरीका स्लीप मोड को बढ़ाना हैं दूसरे शब्दों में इस हिस्से का विस्तार करें इसे और अधिक विस्तारित रखें इसे थोड़ा और बढ़ाएं ऐसा लगता है कि यह इंगित करता है कि यह बैटरी लाइफ में सुधार कर सकता है क्यों क्योंकि एक्टिव करंट के अंतराल के दौरान हम अब बैटरी लाइफ के प्रमुख योगदानकर्ता नहीं होंगे तो यह एक बात है कि मैं पूरे लाइफटाइम इम्प्रूवमेंट पर सोच सकती हूं सिद्धांत के संदर्भ में सभी अच्छे तरीके जो मैंने आपसे बात की कि आप बैटरी जीवन और उस सभी की गणना कैसे करते हैं यह भी सच है कि लैब में मैंने जो कहा था वह सब आप कर सकते हैं और आप वास्तव में एक साधारण करंट प्रोब और ऑसिलोस्कोप के साथ यह सब कैप्चर कर सकते हैं वास्तव में करंट मॉनिटर के सस्ते संस्करण उपलब्ध हैं आप उन्हें खरीद सकते हैं या आप एक अवरोधक पर ड्रॉप के माध्यम से करंट को माप सकते हैं मूल रूप से आप अभी भी एक प्रोब के साथ ऑसिलोस्कोप उपयोग करते हैं और वोल्टेज मापते हैं लेकिन आप मूल रूप से एक ओम का रेजिस्टर उपयोग करके मापते हैं यह भी एक और संभावना है तो कई तरीके जिससे आप वास्तव में करंट को माप सकते हैं हमने लैब में जो किया था वह मूल रूप से एक एम्बेडेड नोड और IoT डिवाइस को उसके करंट प्रोफाइल के लिए कैप्चर करना था और आइए देखें कि स्लीप और एक्टिव टाइम पीरियड के बारे में जो अच्छी तस्वीर मैंने खींची है वह करंट प्रोफाइल कितनी अच्छी है और संख्याओं को मैंने आपको देने के लिए अलग अलग स्थानों से लिया और स्लीप करंट का अनुभव किया जो एक्टिव की तुलना में प्रमुख भागों में से एक है और आपको इस तथ्य के बारे में भी बता रहा है कि सेल्फ डिस्चार्ज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ इस माप पर जो मेरे सहयोगियों द्वारा लैब में किया गया है जिसे आप देख सकते हैं चित्र 1 एक सामान्य नोड की करंट की खपत को दर्शाता है यह एक IoT डिवाइस हो सकता है एक्स अक्ष प्रति डिवीजन में 400 माइक्रोसेकंड का समय दिखाता है वाई अक्ष करंट की खपत दिखाता है जो प्रति डिवीजन 10 मिलिम्पियर है यह प्रणाली पूरी तरह से चार्ज 45 मिलिम्पियर घंटे के सिक्के के आकार की लिथियम बैटरी से संचालित है अब आपसे सिस्टम के लिए बैटरी लाइफ की गणना करने की उम्मीद है न केवल यह मानते हुए कि यह ट्रांसमिशन के लिए IEEE 154 तकनीक का उपयोग कर रहा है आप यह भी सवाल पूछना चाहते हैं कि एक घंटे में कितने पैकेट प्रसारित होते हैं और किस प्रकार की एप्लीकेशन आप सोचते है कि सिस्टम सपोर्ट कर रहा है यदि आपके पास कोई अज़म्पशन है तो आप वास्तव में अपनी सभी गणनाओं में उन अज़म्पशन को रख सकते हैं मैं आपके लिए इस समस्या को हल नहीं करने जा रही हूं लेकिन मैं आपको केवल यह दिखा रही हूं कि यह वास्तव में हमारी प्रयोगशाला में किया गया है और मैं इस पिक्चर को समझती हूँ तो आप इस माप को संभव बनाने के लिए कनेक्ट करने में सक्षम होंगे आप देख सकते हैं कि मैंने स्लीप और एक्टिव पीरियड के संबंध में जो कुछ भी बनाया था जो बहुत संक्षेप में था यह वास्तविकता है पहला भाग वास्तव में यहाँ ट्रांसमिशन है जिसे आप देखते हैं तब यह एक अन्य मोड में जा रहा है शायद यह लोअर करंट मोड में जा रहा है जो रिसेप्शन मोड हो सकता है जैसे आप उच्चतम संभव ट्रांसमिशन पावर पर ट्रांसमिशन करते हैं यह प्लस 20 डीबीएम भी हो सकता है और फिर आपको एक हायर पीक मिलता है ट्रांसमिशन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है तो संभवतः सभी संख्याएं दाईं ओर होती हैं तो आप उन नंबरों को देख सकते हैं जो एक महत्वपूर्ण समय के लिए किया जाता है फिर आप एक छोटी सी अवधि की प्रतीक्षा करते हैं जो एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करने के लिए यहां है ट्रांसमिशन की तुलना में रिसेप्शन करंट स्टेट मशीन को रिसेप्शन मोड में रखने के लिए कम है और यह भी बहुत कम समय के लिए प्रतीक्षा कर रहा है फिर यह एक आइडल पीरियड के लिए चला जाता है और फिर अगले पैकेट और फिर अगले पैकेट को भेजने में वापस चला जाता है ऐसा प्रतीत होता है कि यह तीन प्रसारण जिन्हें आप बैक टू बैक देखते हैं उन्हें ज़िग्बी के अनुरूप नहीं होना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह वास्तव में ब्लूटूथ लौ एनर्जी से मेल खाता है जहां तीन पैकेट अल्ट्रा लो पावर ब्लूटूथ लौ एनर्जी वाले रेडियो के तीन प्रसारण चैनलों पर बैक टू बैक भेजे जा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं वास्तव में मैंने ज़िगबी कहकर शुरू किया था लेकिन मैं आपको यह तस्वीर दिखा रही हूं एक स्पष्ट संकेतक है कि यदि आप इस तरह के करंट कैप्चर करते हैं तो आप वास्तव में यह पता लगा सकते हैं कि लगभग किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है निश्चित रूप से आप सॉफ्टवेयर कोड में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं लेकिन आप जल्दी से यह भी कह सकते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम लिखा गया है और आप वास्तव में इसके सही कामकाज के लिए अपने सॉफ्टवेयर कोड की जांच कर सकते हैं बस करंट वेवफॉर्म को देखकर ठीक है तो आपके पास ट्रांसमिशन है तो शायद रिसेप्शन है और यहां तक कि इसका पेयरिंग मोड भी हो सकता है यह संभव है कि यह एक पेयरिंग मोड भी कर रहा है यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में यह हिस्सा क्या है लेकिन निश्चित रूप से आइडल एडीसी इसके एक्टिव स्टेट में यहां इंगित किया गया है यह हो सकता है कि यह केवल एक्टिव स्टेट है और कोई एडीसी नहीं है लेकिन यह यहां एक्टिव प्लस एडीसी का एक संयोजन हो सकता है फिर एक ट्रांसमिशन होता है और यह चक्र रिपीट होता है इसलिए हमने अभी मिलिम्पेयर घंटे के संबंध में क्या चर्चा की है कृपया उसे लागू करें बैटरी की क्षमता के रूप में 45 मिलिम्पियर घंटे तक अपनी गणना का उपयोग करें मैं आपको इससे अधिक नहीं बताउंगी आप जाकर पता कर सकते हैं कि यदि आपके पास 45 मिलिम्पेयर घंटे की बैटरी है तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में यह ऍम एल 20 20 की एक बैटरी श्रृंखला यह पैनासोनिक से है पैनासोनिक से ऍम एल 20 20 लें डेटा शीट खोलें इसकी नॉमिनल कैपेसिटी का पता लगाएं इसकी वास्तविक क्षमता का पता लगाएं सही इसके सेल्फ डिस्चार्ज का पता लगाएं और बैटरी लाइफ की गणना करें और यह भी पता करें कि इस तरह के ट्रांसमिशन को देखते हुए एक घंटे में कितने पैकेट ट्रांसमिट हो सकते हैं मैंने आपको यहां तीन पैकेट ट्रांसमिट करके दिखाए हैं तो वास्तव में सवाल यह है कि ऐसे कितने पैकेटों को प्रेषित किया जा सकता है और अंत में आप क्या सोचते हैं यह आईओटी एप्लीकेशन क्या है जो अनिवार्य रूप से इस तरह का एक वेवफॉर्म है जो सबसे उपयुक्त है